चेहरे के स्थूल और सूक्ष्म भाव प्रिय प्रतिभागियों दूसरे सप्ताह के 5 वें मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने चेहरे के भावों और उनके के महत्व को देखा था और साथ ही यह भी देखा कि उन्हें नवीनतम तकनीकी विकास के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है मानव चेहरे के भाव और साथ ही कंप्यूटर द्वारा उनकी पहचान व्यापक रूप से अध्ययन का एक विषय बन गई है जबसे पहली बार पिकार्ड द्वारा प्रभावी कंप्यूटिंग की अवधारणा पेश की गई थी मानव चेहरे से भावनाओं को स्वचालित रूप से पहचानने के लिए कई तरीके और एल्गोरिदम विकसित किए गए हैं और उन्हें आज भी विविध तरीकों से विकसित किया जा रहा है चेहरे के भावों की पहचान का एक दिलचस्प पहलू हमारी विशेष अभिव्यक्ति पर आधारित है जिसे सूक्ष्म अभिव्यक्तियों के रूप में जाना जाता है सूक्ष्म भाव चेहरे के वे भाव होते हैं जो बहुत ही क्षणभंगुर तरीके से हमारे चेहरे पर आते हैं यह सूक्ष्म अभिव्यक्तियां 05 सेकंड से लेकर 4 सेकंड से अधिक समय तक नहीं रहती हैं और कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि सूक्ष्म अभिव्यक्तियों की अवधि और भी कम है उदाहरण के लिए कुछ कहते हैं कि यह आधे से 2 सेकंड के बीच है जबकि कुछ आलोचकों का मानना है कि यह इससे भी कम है जैसा कि हमने अपने पिछले मॉड्यूल में अध्ययन किया है मैक्रो अभिव्यक्तियों को हमारे चेहरे पर आने वाली नियमित अभिव्यक्ति या सामान्य भावो के रूप में जाना जाता है ये अभिव्यक्तियाँ हम जो कह रहे हैं उसकी सामग्री से मेल खाती हैं और ये आवाज़ के संयोजनों से भी मेल खाती हैं उन्हें आम तौर पर लोगों द्वारा देखा और मूल्यांकन किया जा सकता है और इसलिए वे भावो के संचार का आधार बनाती हैं उन्हें सामान्य रूप से दर्शकों द्वारा समझा जा सकता हैं और उनमें दोहराए जा सकने की क्षमता होती है दूसरी ओर माइक्रो एक्सप्रेशन एक ऐसी भावना प्रदर्शित करते हैं जो कि छिपी हुई होती है या यह एक ऐसी भावना होती है जिसे बोलने वाला खुलकर प्रदर्शित नहीं करना चाहता है और इसलिए वे भावनाओं को दबाते है या दमन करते हैं साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि सूक्ष्म भावों को छुपाना हमारे लिए कठिन है सामान्य रूप से सूक्ष्म अभिव्यक्तियां तब होती है जब हमारे दिल में दो परस्पर विरोधी भावनाएं एक साथ चलती हैं एक स्वैच्छिक हो सकती है और दूसरी अनैच्छिक भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है ये प्रतिक्रियाएँ परस्पर विरोधाभासी हैं उदाहरण के लिए हम अंदर गुस्सा महसूस कर सकते हैं लेकिन चेहरे पर हम अपनी खुशी और प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ एक भावना का दमन किया जा रहा है दूसरे शब्दों में ये दो भावनाएँ विरोधाभासी हैं और सचेतन या स्थूल अभिव्यक्ति हमारी प्रशंसा और खुशी के भावों बढा चढ़ा कर प्रदर्शित करने की कोशिश करेगी दूसरी ओर सूक्ष्म भाव बहुत ही संक्षेप में हमारी भावनात्मक स्थिति की सच्चाई का सुझाव दे सकते हैं क्योंकि व्यवहार में वे एक क्षणभंगुर होते हैं और इसलिए वक्ता के साथ साथ दर्शक द्वारा भी उनको समझना और छुपाना दोनों ही कठिन होता है हम पाते हैं कि यदि हम उन्हें सही तरीके से पढ़ पा रहे हैं तो यह बातचीत को उचित तरीके से समझने की कुंजी बन जाता है हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म भावों को समझने की हमारी क्षमता हमें उस जटिल भावनात्मक दुनिया को समझने में मदद करती है जिसमें हम रहते हैं और यहाँ इस विचार की एक दिलचस्प चर्चा की जा रही है कैसे समझा जा सकता है सूक्ष्म भाव उस जटिल भावनात्मक दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं जिसमें हम रहते हैं हाल ही में हुए शोध से पता चलता है कि लोग अपने करियर में कितने सफल होगे इसपर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रभाव होता है ऐसा इसलिए होता है क्योकि भावनात्मक संकेतों को पढ़ने में सक्षम होना उस भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपको दूसरों से स्थापित सार्थक संबंधों के साथ बेहतर संवाद करने और तालमेल बनाने की अनुमति देता है तो सूक्ष्म भाव क्या हैं छिपी हुई भावनाओं के संकेत हैं प्रकट हो जाते हैं जब लोग बड़ा जोखिम लेते है और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे होते हैं वे आम तौर पर आधे सेकंड से भी कम समय तक चलते हैं वैज्ञानिकों ने भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाले चेहरे के सात सार्वभौमिक भावों का दस्तावेजीकरण किया है जो नस्ल संस्कृति उम्र या लिंग की परवाह किए बिना सभी लोगों द्वारा समान रूप से व्यक्त किए जाते हैं शोध से यह भी पता चला है कि लोगों को अपेक्षाकृत इन अभिव्यक्तियों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है माइक्रो एक्सप्रेशन के साथ साथ उनके पीछे के विचारों को लाइ टू मी शीर्षक वाले अमेरिकी क्राइम ड्रामा टेलीविज़न धारावाहिक ने काफी लोकप्रिय बनाया है यह मूल रूप से जनवरी 2009 में फॉक्स नेटवर्क पर चला था इस शो में हम पाते हैं कि इसके नायक डॉक्टर कैल लाइटमैन जो पॉल एकमैन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और उनके सहयोगियों पर लाइटमैन समूह के लिए मॉडलिंग कर चुके थे इन्होने अलग अलग पार्टियों के लिए कार्य किया जिन मे से अधिकांश संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की स्थानीय इकाइयां थी और वे जांच में सहायता करती थीं जिससे आम तौर पर वे सफल निष्कर्ष पर पहुंचने और विभिन्न अपराधों के पीछे के कारणों का पता लगाने में सक्षम हो पाए उनकी कार्यप्रणाली में कोडिंग सिस्टम और बॉडी लैंग्वेज के अन्य पहलुओं के माध्यम से चेहरे की सूक्ष्म अभिव्यक्तियों की व्याख्या करना था लाइ टू मी ने एक काल्पनिक प्रभावी चरित्र कैल लाइटमैन की एक टीम को चित्रित किया था और इस शो में हम पाते हैं कि इस टीम ने चेहरे के सूक्ष्म भावों की व्याख्या करके अपराध को हल करने के विज्ञान को सिद्ध किया है इस टीवी शो के विभिन्न प्रकरणों ने लोगों में सूक्ष्म भावों के विचार को लोकप्रिय बनाया था चिकोटी से पेशी में एक स्फुरण हुआ इसलिए पलके उपर उठ गईं ज्यादातर लोग उन्हें नोटिस भी नहीं करते हैं डॉक्टर कैल लाइटमैन ने उन्होंने उन्हें वह सब कुछ बताया जो उन्हें जानना चाहिए क्या आप किसी अपराध को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं धोखे का पता लगाने में वह दुनिया में सबसे आगे है राष्ट्रपति ने विशेष रूप से आपके लिए कहा है कि मुझे पता है कि आप काम पर झूठ बोल सकते हैं और विशेषज्ञों की अपनी टीम के साथ उन्होंने अपराधों को सुलझाने के विज्ञान को सिद्ध किया आप अपनी सांस रोक रहे हैं तुम कुछ छिपा रहे हो दो रुकावटें मुझे पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं लेकिन मिस्टर आप क्यों देखते हैं भले ही मानव चेहरे पर भावों की अभिव्यक्ति का अध्ययन विभिन्न मानव जाति वैज्ञानिकों और व्यवहार वैज्ञानिकों के अध्ययन कार्यक्रमों का एक हिस्सा रहा हो जिन्होंने संचार के अशाब्दिक पहलुओं के बारे में अध्ययन किया था लेकिन हम पाते हैं कि सूक्ष्म अभिव्यक्तियों की अवधारणा 1966 में दो विद्वानों ईए हेगार्ट के व्यवहार को देख रहे थे जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सा से गुजर रहे थे और साथ ही वे इसी संदर्भ पर अलग अलग फिल्में देख रहे थे और उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो इतनी तेज़ी से झलकते है कि उन्हें नग्न आंखों से समझ पाना मुश्किल था वे मानवीय व्यवहार के इन पहलुओं को तभी समझ पाए जब वे फिल्मों को धीमा करके देखा उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं जो इससे पहले कि हम उनके प्रति सचेत हो जाएं गायब हो जाते है और उन्होंने इन भावो को सूक्ष्म क्षणिक चेहरे के भाव नाम दिया बाद में हमने देखा कि पॉल एकमैन भी अपने स्वतंत्र शोध से इसी तरह के निष्कर्षों पर पहुचे और धोखे का अध्ययन करते समय इसी प्रकार के व्यवहारों को देखा था वह भी इन सूक्ष्म अभिव्यक्तियों के प्रति सचेत हो गए इस शब्द को उनकी किताब टेलिंग लाइज़ क्लूस टू डीसीट इन द मार्केटप्लेस पॉलिटिक्स एंड मैरिज में शामिल किया गया था जिसे शुरू में 1985 में प्रकाशित किया गया था लेकिन बाद में संशोधित संस्करण 2009 में आया और 2009 के संस्करण में उन्होंने अपने निष्कर्षों को शामिल किया और उन्होंने इसे सूक्ष्म अभिव्यक्तियों की संज्ञा दी पॉल एकमैन का कार्य इस क्षेत्र में एक पथ प्रवर्तक कार्य है और यह हमें अपनी भावनाओं के साथ साथ कपटपूर्ण व्यवहार के रहस्यों की भी जानकारी देता है इस पुस्तक में एकमैन ने पता लगाया है कि धोखे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक हस्तियों की रणनीति का हिस्सा रहे है उदाहरण के लिए एडॉल्फ हिटलर और रिचर्ड निक्सन स्थूल और सूक्ष्म अभिव्यक्तियों में अंतर को समझने के लिए उन्होंने कुछ व्यक्तियों के निजी जीवन में भी धोखेबाज व्यवहार को देखा है जिसमें कुछ छोटे अपराधियों के साथ साथ बड़े व्यभिचारी भी शामिल थे उनका अध्ययन बताता है कि झूठ कैसे विभिन्न रूपो में बदलता है और अन्य प्रकार की गलत सूचनाओं से भिन्न हो सकता है उन्होंने यह भी बारीकी से देखा है कि किसी व्यक्ति की शारीरिक भाषा आवाज़ चेहरे के हाव भाव विशेष रूप से झूठ बोलने को किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं और जो लोग माइक्रो एक्सप्रेशन के प्रति संवेदनशील होते हैं वे इन झूठों को कैसे समझ सकते हैं यद्यपि एक व्यक्ति अभी भी पेशेवरों द्वारा पता लगाने से बच सकता है उदाहरण के लिए एक व्यक्ति पुलिस अधिकारियों द्वारा न्यायाधीशों द्वारा विभिन्न अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा पता लगाने से बच सकता है और यांत्रिक झूठ डिटेक्टरों से भी बच सकता है जबकि सूक्ष्म अभिव्यक्ति सभी में होती है हालांकि जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को छिपाना असंभव है क्योंकि वे अचेतन तरीके से होते हैं हम उन्हें जगह लेने से नहीं रोक सकते हैं और इस भेद का पता लगाने के लिए सीखना भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ साथ अन्य लोगों के व्यवहार में धोखे को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है यह सूची हमें स्थूल और सूक्ष्म अभिव्यक्तियों के बीच अंतर बताती है स्थूल अभिव्यक्तियां वही होती हैं जिन्हें हम स्पष्ट या सामान्य चेहरे की अभिव्यक्ति समझते हैं इसकी तुलना में सूक्ष्म अभिव्यक्तियों की या तो अक्सर गलत व्याख्या की जाती है या पूरी तरह से छूट जाती है हर कोई स्थूल और सूक्ष्म अभिव्यक्ति के बीच अंतर नहीं कर सकता है और सूक्ष्म भावों के महत्व या अर्थ को खो सकता है स्थूल अभिव्यक्तियां कुछ सेकंड के लिए रहती है ताकि हम में से अधिकांश आसानी से मानव चेहरे पर भावो को समझ सकें इसकी तुलना में सूक्ष्म अभिव्यक्तियां एक सेकंड के एक अंश में होती हैं और इसलिए पता लगाना मुश्किल है स्थूल अभिव्यक्तियां उस विषय वस्तु से मेल खाती हैं और वे हमारे चेहरे के भावों के माध्यम उसी विचार व्यक्त करती हैं जिसे हम अपने शब्दों की मदद से व्यक्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं और साथ ही वे हमारे आवाज़ के स्वर से भी मेल खाती हैं जबकि सूक्ष्म अभिव्यक्तियां अनजाने में एक छुपा हुआ भाव प्रदर्शित करती हैं सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को समझना हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में लाभदायक है यदि बॉडी लैंग्वेज को समझने से हमें दूसरे व्यक्ति के सच्चे इरादे को समझने में मदद मिलती है तो सूक्ष्म अभिव्यक्तियों की समझ इस कौशलों को और बेहतर बनाती है सूक्ष्म अभिव्यक्तियाँ भावनाओं के रहस्योद्धाटन की तरह हैं वे किसी व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति में मन के टीका करण को दर्शाती हैं और इसलिए वे किसी अन्य व्यक्ति की आंतरिक भावनात्मक अशांति को दिखने वाली एक खिड़की के रूप में पेश आती हैं ये रहस्योद्धाटन अत्यधिक सूक्ष्म तरीके से चेहरे के एक क्षेत्र में या बहुत तेज अभिव्यक्ति के रूप में परिलक्षित हो सकते हैं जो पूरे चेहरे पर झलकती है लेकिन वे हमारी भावनात्मक जागरूकता को बढ़ाते हैं और वे हमें झूठ और छल के बारे में जागरूक होने में मदद करते हैं क्योंकि मौखिक उद्धरण के विपरीत हम पाते हैं कि सूक्ष्म अभिव्यक्तियों में कुछ सार्वभौमिकताएं हैं यह ध्यान देना दिलचस्प है कि पॉल एकमैन ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए थे उन्होंने एक घंटे का आत्म निर्देश कार्यक्रम विकसित किया था जो लोगों को सूक्ष्म भावों को देखने और समझने के लिए प्रशिक्षित करता था और यह सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को समझने में सक्षम होने के लिए सहायक और लाभदायक है हमें यह भी याद रखना होगा कि हमारे चेहरे पर एक भी अभिव्यक्ति चाहे वह सूक्ष्म हो या स्थूल किसी विशेष संदर्भ में एक शब्द की तरह है जैसे एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं और किसी शब्द के अर्थ को ठीक से समझने के लिए हमें संदर्भ को भी पूरी तरह से समझना होगा उसी प्रकार जहां तक चेहरे की सूक्ष्म अभिव्यक्ति या अन्य स्थूल अभिव्यक्तियों का सवाल है हमें इसे ओवर रीड नहीं करना चाहिए सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को और भी विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया गया है मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि वे तीन समूहों में मौजूद हैं बनावटी अभिव्यक्तियां बनावटी अभिव्यक्तियाँ सूक्ष्म अभिव्यक्तियों के सबसे अधिक अध्ययन किए गए रूप हैं यह एक वास्तविक भावना के साथ संबद्ध नहीं होती है यह एक प्रभाव प्रदर्शन की तरह है यह केवल एक अभिव्यक्ति की संक्षिप्त झलक के रूप में होता है और इसके तुरंत बाद चेहरा अपनी सामान्य स्थिति में लौट आता है एक तटस्थ अभिव्यक्ति तब होती है जब एक वास्तविक अभिव्यक्ति को दबा दिया जाता है तथापि चेहरा तटस्थ बना रहता है इस प्रकार की सूक्ष्म अभिव्यक्ति आसानी से नहीं दिखाई पड़ती है कुछ लोग इसे बिलकुल भी नहीं समझ पाते हैं एक अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति तब होती है जब एक वास्तविक अभिव्यक्ति पूरी तरह से एक मिथ्या अभिव्यक्ति द्वारा छिपा दी जाती है अप्रत्यक्ष अभिव्यक्तियाँ भी सूक्ष्म अभिव्यक्तियाँ हैं जिनका उद्देश्य या तो अवचेतन रूप से या जान बूझकर छिपाना होता है बहुत कम लोगों के पास चेहरे पर सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को सफलतापूर्वक समझने की क्षमता होती है शोधकर्ताओं ने बताया है कि केवल 3 आबादी में यह क्षमता होती है सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को भी स्वैच्छिक और अनैच्छिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है चेहरे के भावों को भी कभी कभी नियंत्रित किया जा सकता है कुछ लोग अपने भावों को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं उदाहरण के लिए कुछ मनोविकारी झूठे हैं जो बचपन से ही छोटे छोटे झूठ बोलना सुरु कर देते है और और फिर वे इस कौशल को विकसित करते हैं जबकि कुछ अन्य लोगों को उनके सूक्ष्म भावों को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है हालांकि हमारे जैसे पेशे में औसतन हम पाते हैं कि सूक्ष्म भावों का नियंत्रण बहुत मुश्किल है कभी कभी हम पाते हैं कि लोग भावनाओं अभिव्यक्तियों का अनुकरण कर सकते हैं और वे इस धारणा को बनाने का प्रयास कर सकते हैं कि वे एक भावना महसूस करते हैं जबकि वे इसका बिल्कुल भी अनुभव नहीं कर रहे होते हैं उदाहरण के लिए एक व्यक्ति डर को प्रदर्शित करने वाली एक अभिव्यक्ति दिखा सकता है जबकि वास्तव में वह कुछ भी महसूस नहीं कर रहा हैं या शायद वह पूरी तरह से एक अलग भावना को महसूस कर रहा हो एक और शब्द जिसका एकमैन ने इस्तेमाल किया है वह है व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियाँ इसका अर्थ है कि जब भाव बदलते हैं तो अभिव्यक्तियों को तुरंत संक्षिप्त कर दिया जाता है यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अस्थायी अभिव्यक्तियों के संबंध में सूक्ष्म अभिव्यक्तियाँ पूर्ण होती हैं लेकिन शोध से पता चलता है कि व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियाँ पूर्ण नहीं है जबकि अधिक समय तक रहती हैं अलग अलग कारण हैं जिनकी वजह से हम अपने चेहरे के भावो की अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करना सीखते हैं उदाहरण के लिए सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराए अथवा परिवार या समाज के एक छोटे भाग के भीतर चल रहे व्यक्तिगत नियम हो सकते हैं उदाहरण के लिए कई समाज युवा लड़कों और लड़कियों में कुछ व्यवहारों को प्रोत्साहित करते हैं कुछ समाज इस विचार को प्रोत्साहित करते हैं कि युवा लड़के रोते नहीं हैं या डरते नहीं हैं जिसे वह एक छोटा शिष्टाचार कहते हैं इसी तरह लड़कियों को जोर से बात न करने या आक्रामकता नहीं दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है उसी समय अन्य प्रदर्शन नियम भी हो सकते हैं जिन्हें अधिक व्यक्तिगत माना जाता है विशेष रूप से व्यक्तिगत परिवारों या छोटे सामाजिक समारोहों में व्यक्तिगत विशिष्टता या वरीयता हो सकती है उदाहरण के लिए एक परिवार में एक बच्चे को सिखाया जा सकता है कि वह अपने पिता को गुस्से में न देखें या कभी निराश होने पर दुःख न दिखाए ये प्रदर्शन नियम हैं चाहे वह सांस्कृतिक हों या व्यक्तिगत आमतौर पर बहुत कम उम्र में सीखे जाते हैं उदाहरण के लिए शोधकर्ताओं ने यह बताया हैं कि 3 साल की उम्र पूरी करने तक एक बच्चे को लिंग की समझ हो जाती है तो चेहरे की अभिव्यक्ति का नियंत्रण इन परम्पराओं और पारिवारिक परिवेश द्वारा मिलने वाले निर्देशों से स्वतः ही अवचेतन रूप से बिना अवगत हुए ही हो जाता है इसलिए यह सीखे हुए व्यवहार हमें अपने चेहरे पर भावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने में मदद करते हैं यहां हम प्रभाव फिल्म से एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो प्रदर्शित कर रहे हैं इस वीडियो में सूक्ष्म भावों और शरीर की भाषा का विश्लेषण है यह तीन लोगों का प्रेरक चित्रण है और वे कैसे खुद को बदलने और अपनी परिस्थिओं को को ठीक करने में सक्षम हुए इस वीडियो में ऐसे बहुत से दृश्य हैं जहां तीन ग्राहकों को बातचीत करके अपने उत्पादों की बिक्री करनी होती है या वे बातचीत में एक बेहतर स्थिति बनाने की कोशिश करते हैं और वे अपने सूक्ष्म भावों का उपयोग करके और बॉडी लैंग्वेज की विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करके ऐसा करने में सक्षम होते हैं इस विशेष क्लिप में हम पाते हैं कि एक ग्राहक मेगन को तीन निवेशकों को पिच करना है आप यहां निवेशकों के चेहरे पर देख रहे हैं कि उनके दो होंठ ऊपर की ओर जा रहे हैं यह एक साधारण मुस्कान है और चूँकि दोनो होंठों के कोने सममित रूप में ऊपर की ओर जा रहे हैं इसका मतलब है कि यह एक वास्तविक खुशी है यदि आप इसे करीब से धीमी गति के साथ देखते है तो यह कैसा दिखता है दोनो होंठों के कोने पहले थोड़ा ऊपर की ओर जा रहे है और फिरआप जानते हैं कि यह एक वास्तविक मुस्कान है खुशी की अभिव्यक्ति को दर्शाने के लिए यह एक आसान सा तरीका था इसे एक बार और देखें आप यहाँ क्या देखते हैं कि होंठ दबाया हुआ है और वह घूर रहा है और उसके गुस्से का स्रोत यही दबाया हुआ होंठ है जो गुस्से का एक अर्थ है और फिर वह सिर को हिला रहा है लेकिन यह एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति नहीं है यहाँ कुछ और भी है इससे पहले कि वह चेहरे को हिलाता है क्या आप इस छोटी सी मरोड़ को उसके चेहरे के दाईं ओर देखते हैं नहीं वह अन्तर्निहित श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति है वह जो कुछ भी सुनता है उसे पसंद नहीं करता है वह जो देखता है उसे पसंद नहीं करता है तो यहाँ सही व्याख्या क्रोध और अन्तर्निहित वस्तु का एक संयोजन है आइए हम इसे और करीब से एवं धीमी गति में देखते है यह दबाए गए होंठ और मरोड़ अन्तर्निहित वस्तु है तो यह छोटी सी मरोड़ दाहिनी ओर के इस छोटे से संचालन में आगे और पीछे अन्तर्निहित वस्तु है इसे आप ऐसे देख सकते हैं आप इसे ठीक इस समय बहुत छोटा सा देखते हैं और इस तरह आप पाते हैं कि यह क्रोध के साथ एक अन्तर्निहित अभिव्यक्ति है अपने शोध में पॉल एकमैन ने दावा किया है कि झूठ बोलने का पता लगाने के लिए सूक्ष्म अभिव्यक्ति शायद सबसे अधिक भरोसेमंद संकेत हैं इस विशेष चित्र में जिसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है भावना का एक प्रदर्शन वास्तविक है जबकि दूसरी तस्वीर में वही प्रदर्शन प्रभाव का है भावना एक सच्ची अभिव्यक्ति और झूठ के बीच अंतर का पता लगाती है सूक्ष्म अभिव्यक्ति के माध्यम से एकमैन की अवधारणा के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित अनुप्रयोग हैं उदाहरण के लिए यह रोग निदान में महत्वपूर्ण हैं सूक्ष्म अभिव्यक्तियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा के समसामयिक खतरों साथ साथ अन्य समान परिस्थितियों को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं इस शोध की क्षमता ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने और विविध क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया है इस मॉड्यूल में मैंने बार बार पॉल एकमैन के कार्य का उल्लेख किया है जो अशाब्दिक संचार के क्षेत्र में भावनाओं के अनुसंधान के लिए एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ है मैं इस मॉड्यूल को इस विशेष विडियो के एक छोटे से भाग को प्रदर्शित करके समाप्त करता हूं जिसमें पॉल एकमैन एक अमेरिकी अभिनेता केटो काइलिन के सूक्ष्म भावों का विश्लेषण कर रहे है और इसमें वह इस अभिनेता द्वारा प्रदर्शित घृणा के भावों का विश्लेषण कर रहे है तो आप देखेगे कि केटो काइलिन जो ओजे सिम्पसन के गृह अतिथि हैं तथा जिनसे एक जिला वकील मार्गरेट क्लार्क एक अमित्रवत अंदाज में पूछताछ कर रहे हैं वर्ष 1993 के अंत में वह पाउला बर्बरी को डेट कर रहा था क्या वह नहीं था और वह बहुत प्रयास कर रहा है आप देख सकते हैं कि मैं वास्तव में कैसा महसूस कर रहा था क्योंकि वह बहुत गुस्से में था जब वह घृणा क्रोध और तिरस्कार की बहुत तेज सूक्ष्म अभिव्यक्तियां प्रदर्शित कर रहा था उसने कुछ ऐसा किया था लेकिन मैं जितना जल्दी कर रहा हूं उससे कहीं ज्यादा जल्दी करता है क्योंकि यह एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति है मिस्टर काइलिन आपको करंट अफेयर पर अपनी उपस्थिति के लिए बहुत पैसा मिला है क्या तुमने नहीं किया आप जो कह रहे हैं वह घृणा में क्रोध का एक संयोजन है जिसमें हम शामिल हैं तो आज हमने चेहरे के सूक्ष्म और स्थूल भावों में अंतर और वास्तव में हमारे पारस्परिक व्यवहार में सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को समझने का क्या महत्व है पर चर्चा की है अगले मॉड्यूल में हम मुस्कुराहट के भावों के साथ साथ संक्षिप्त भूमिकाओं वगैरह की गूढ़ व्याख्याओं को भी देखेंगे धन्यवाद